तो आइए हम एक बार फिर से एक फ्लैट प्लेट के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण के रूप में चलते हैं तो शासी समीकरण हैं आपके पास dx द्वारा निरंतरता समीकरण है dv by dy जो 0 के बराबर है u और v x घटक हैं और y घटक वेग हैं और फिर आपके पास संवेग समीकरण है जो कि dx बटा dx प्लस vdu बटा dy होगा जो बराबर है हमने कहा था कि dP बटा dx को 0 तक अनुमानित किया जा सकता है nu में d वर्ग u बटा dy वर्ग होगा ओके और फिर आपके पास ऊर्जा संतुलन होगा जो udT बटा dx प्लस vdT बटा dy होगा जो कि अल्फा गुणा d वर्ग T बटा dy वर्ग के बराबर है और द्रव्यमान संतुलन udCA बटा dx प्लस vdCA बटा dy होगा जो कि DAB d वर्ग CA द्वारा dy स्क्वायर होगा तो वे शासी समीकरण हैं सीमा की शर्तें क्या हैं u y पर 0 है तो 0 के बराबर है तो सीमा की स्थिति u पर y के बराबर 0 है 0 u पर y के बराबर अनंत अनंत है जो कि मुक्त धारा वेग है du by dy हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम y पर दो सीमा की स्थिति से खुश हैं x के बारे में क्या हां लेकिन जब आप कहते हैं कि du बटा dy एट y बराबर इन्फिनिटी 0 है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वहां वेग स्थिर होना चाहिए और वह अनंत के बराबर होना चाहिए अन्यथा हमारे पास नहीं है हमारे पास कोई त्वरण द्रव नहीं है नहीं लेकिन देखें कि सीमा की स्थिति उस समाधान पर आधारित नहीं है जो हमें मिलेगा हमें इस भौतिक समस्या के आधार पर सही सीमा स्थिति का उपयोग करना होगा समाधान बाद में आता है हम कभी भी समाधान खोजने के लिए सीमा शर्त नहीं लिखते हैं आप पहले पता लगाते हैं कि सही सीमा स्थिति क्या है फिर आप जाकर समाधान ढूंढते हैं यह सही तरीका नहीं है और दूसरा u पर x बराबर 0 है यह क्या है अनंत या 0 तो आप प्लेट के अंदर x के बराबर 0 पर हैं तो प्लेट के बाहर यह बहुत महत्वपूर्ण है जाहिर है अनंत लेकिन प्लेट के अंदर क्या है छात्र निरंतरता निरंतरता से लेकिन वह प्लेट के किनारे पर निरंतर नहीं है तो याद रखें कि प्लेट के किनारे पर क्या होता है द्रव अचानक रुक जाता है x घटक और y घटक वेग दोनों सभी दिशाओं में 0 होते हैं क्योंकि द्रव अचानक सपाट प्लेट का अनुभव कर रहा है और इसलिए फ्लैट प्लेट के अंदर द्रव सीमा पर पूर्ण विराम के लिए आ गया है इसलिए प्लेट के अंदर x के बराबर 0 पर u होना चाहिए यह गतिमान नहीं हो सकता है यदि यह चल रहा है तो यहां प्लेट रखने का कोई अर्थ नहीं होगा जहां यह घर्षण रहित प्लेट है छात्र ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन वह x बराबर 0 है क्षमा करें वह y बराबर 0 होना चाहिए ठीक है कि y बराबर 0 होना चाहिए जो कि सीमा की स्थिति है तो अब जाहिर है यह वेग समीकरण पर गैर रैखिक रूप है यह एक गैर रेखीय समीकरण है और आप उन्हें हल करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें विश्लेषणात्मक हल करें लेकिन फिर समीकरणों को कम करने के कुछ प्यारे तरीके हैं ए रूप जो इन मानक विश्लेषणात्मक तकनीकों के लिए बहुत अधिक अनुकूल है और जिसे ब्लैसियस की विधि कहा जाता है तो ब्लैसियस वास्तव में बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक है जिसने कई साल पहले इस तरह की समस्याओं को देखा था और इसलिए वह हल करने के लिए इस विधि के साथ आया था वास्तव में हल करने और सटीक विश्लेषणात्मक समाधान खोजने के लिए नहीं लेकिन कम से कम वहां वेग प्रोफ़ाइल और विशेष रूप से फिक्शन गुणांक और गर्मी हस्तांतरण गुणांक खोजने के लिए समाधान खोजने की एक विधि है पहला शामिल नहीं है यह किसी भी x पर 0 है ठीक है लेकिन यह सीमा शर्त प्रदान करना महत्वपूर्ण है जिसे आप देखेंगे क्योंकि इस ब्लैसियस समाधान में आप जो कुछ परिवर्तन करते हैं आप वास्तव में देखेंगे कि यह एक साथ दोनों के लिए जिम्मेदार होगा यह देखना महत्वपूर्ण है कि यह विशेष स्थिति मौजूद है बस क्योंकि जब हमने प्लेट के ऊपर से प्रवाह को देखना शुरू किया तो हमने कहा कि द्रव उस स्थान विशेष पर अचानक रुक जाता है इसलिए यदि मैं यह कहता हूं तो आप वास्तव में सही हैं और कह रहे हैं कि यदि मैं केवल x कहूं तो यह स्थिति स्वतः ही संतुष्ट हो जाएगी जिसे आप देखेंगे कि वास्तव में Blasius द्वारा एक सन्निकटन में उपयोग किया गया है तो उपयोग करने के तरीके को स्ट्रीम फ़ंक्शन कहा जाता है यहाँ आप में से कुछ लोगों ने मुझे लगता है कि सुना होगा आप में से अधिकांश ने यह शब्द एक द्रव यांत्रिकी वर्ग में सुना होगा तो आप कहते हैं कि u is dpsi by dy तो अगर साई स्ट्रीम फ़ंक्शन है जो इन स्ट्रीम लाइनों का वर्णन करता है जिसके साथ तरल पदार्थ चल रहे हैं और v ऋणात्मक dpsi बटा dx है तो जिस क्षण आप यह मान लेते हैं कि निरंतरता समीकरण स्वतः संतुष्ट हो जाता है इसलिए हमें निरंतरता समीकरण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फिर सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन जो ब्लैसियस द्वारा किया गया था वह यह है कि सीमा परत में यू का यूफिनिटी द्वारा अनुपात ठीक है तो सीमा परत में u का u अनंतता का अनुपात आप किसी भी तरह डेल्टा द्वारा y के अनुपात का एक कार्य है जहां y कोई y निर्देशांक है y दिशा और डेल्टा में स्थान उस स्थान पर संबंधित सीमा परत की मोटाई है इसलिए यदि डेल्टा यहाँ सीमा परत की मोटाई है तो जो देखा गया वह यह था कि इस वेग का अनुपात किसी भी तरह सीमा परत के स्थान के अनुपात में होना चाहिए जो अब देखना मुश्किल नहीं है लेकिन उस समय देखना बहुत मुश्किल है ठीक है खैर उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि हम मानते हैं कि हम एटा नामक एक नए फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं जो अनिवार्य रूप से डेल्टा द्वारा वाई के प्रभाव को कैप्चर करता है तो ध्यान दें कि डेल्टा x स्थिति का कार्य है डेल्टा अब उस स्थान का कार्य है जहां आप स्थित हैं सीमा परत की ऊंचाई अलग है तो आप एक नई मात्रा परिभाषित करते हैं जो mu गुणा x है तो यह नई मात्रा है यह जादू से नहीं है कि वह इस सन्निकटन के साथ आए कई निशान और त्रुटियों के बाद उन्होंने पाया कि यह सही स्केलिंग है जिसका आपको उपयोग करना है वास्तव में आप थोड़ी देर में देखेंगे कि यह सही स्केलिंग क्यों है जब हमें वास्तव में पता चलता है कि विभिन्न स्थानों पर सीमा परत की मोटाई क्या है ठीक है तो आप वास्तव में देख सकते हैं कि वहाँ है uinfinity nu से x में क्या है कोई अनुमान है कि uinfinity nu से x क्या है तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं तो uinfinity by nu गुणा x वर्गमूल को रेनॉल्ड्स संख्या दाएं के वर्गमूल के रूप में लिखा जा सकता है आप इसे x से विभाजित रेनॉल्ड्स संख्या के वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं तो इसका रेनॉल्ड्स संख्या का कुछ कार्यात्मक रूप है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन रेनॉल्ड्स संख्या का वर्गमूल y बटा x है तो यह कोई जादू नहीं है कि उन्होंने इस रूप को पाया यह वास्तव में रेनॉल्ड्स संख्या से संबंधित है यह द्रव प्रवाह के गुणों से संबंधित है अब वास्तव में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि नुसेल्ट संख्या का एक निश्चित कार्यात्मक रूप होता है जो रेनॉल्ड्स संख्या और प्रांड्ल संख्या से संबंधित होता है वास्तव में रेनॉल्ड्स संख्या का कार्यात्मक रूप यहीं से आता है तो आपको याद हो सकता है कि कुछ अभिव्यक्ति आपने अपने में देखी होगी जिन्होंने प्रयोग किए हैं आप रेनॉल्ड्स संख्या को 1 बटा 2 के घात में देखेंगे जो वास्तव में यहीं से आता है हम वास्तव में सख्ती से देखेंगे कि हम प्राप्त करेंगे और हम दिखाएंगे कि कार्यात्मक रूप रेनॉल्ड्स संख्या है जो 1 बटा 2 की शक्ति तक है लेकिन मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहता था कि यह इस सन्निकटन या इस परिवर्तन से आता है जिसे ब्लासियस द्वारा शुरू किया गया था तो यहाँ से आप f नामक एक अन्य फ़ंक्शन को परिभाषित करते हैं जो eta का कार्य है और जिसे psi uinfinity के वर्गमूल में परिभाषित किया गया है तो यह स्ट्रीम फ़ंक्शन के लिए कार्यात्मक रूप है आप रेनॉल्ड्स संख्या के किसी न किसी रूप के साथ स्ट्रीम फ़ंक्शन को भी मापते हैं क्योंकि रेनॉल्ड्स संख्या द्रव प्रवाह की हाइड्रोडायनामिक स्थितियों को पकड़ती है तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि आप क्या हैं तो यहाँ से psi uinfinity गुणा nu x का वर्गमूल गुणा uinfinity गुणा f है अत f अब eta और का एक फलन है तो dpsi by dy uinfinity द्वारा uinfinity द्वारा nu x के वर्गमूल में uinfinity है और मैं dy df द्वारा deta द्वारा deta द्वारा dy ok द्वारा श्रृंखला नियम df का उपयोग करता हूं तो मैंने किया होगा कि मैं केवल श्रृंखला नियम का उपयोग कर रहा हूं और डीई द्वारा डेटा आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं है लेकिन डीई द्वारा डेटा जो कि यूइनफिनिटी का वर्गमूल है नू से एक्स इसलिए मैं इसे यहां स्थानापन्न कर सकता हूं तो यह uinfinity in df by deta होगा तो यह अनुपात के लिए एक दिलचस्प कार्यात्मक रूप प्रदान करता है तो आप देख सकते हैं कि uinfinity कुछ भी नहीं है लेकिन df by deta है तो ऐसा नहीं है कि यह कार्यात्मक रूप वास्तव में जादू द्वारा प्राप्त किया गया था क्योंकि मूल रूप से यदि आप वेग प्रोफ़ाइल को देखने और तापमान प्रोफ़ाइल को देखने का बहुत अच्छा तरीका लेकर आते हैं जिसे हम जल्द ही देखेंगे फिर हमें dx द्वारा v v माइनस dpsi है और आप सभी चेन रूल बिजनेस कर सकते हैं इसलिए मैं यहां चेन रूल नहीं करने जा रहा हूं तो u infinity nu का x से आधा वर्गमूल होगा जिसे eta df से deta माइनस f से गुणा किया जाएगा इसलिए मैं आप सभी से चेन रूल का पालन करने का आग्रह करना चाहता हूं और अपने आप को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्ट्रीम फंक्शन के संदर्भ में यह v के लिए सही एक्सप्रेशन था तो यह बहुत कठिन नहीं है यह सिर्फ कुछ मिनटों का व्यायाम है तो अब मैं dx द्वारा u का पता लगा सकता हूं मैं d द्वारा d का पता लगा सकता हूं आप d द्वारा d वर्ग u द्वारा dy वर्ग का पता लगा सकते हैं अगर मैं इन तीन व्युत्पन्नों को जानता हूं तो अब मैं गति संतुलन के सभी सभी घटकों को ठीक कर रहा हूं तो गति संतुलन अब होगा यदि आप 2 डी क्यूब एफ बटा डीटा क्यूब प्लस एफ गुणा डी स्क्वायर एफ बटा डीटा स्क्वायर जो कि 0 के बराबर है और डीएफ बटा डीटा ईटा बराबर 0 x बराबर एफ के बराबर होगा 0 और df बटा डेटा 1 के बराबर है तो यह सीमा की स्थिति है तो संवेग संतुलन अनिवार्य रूप से इस साधारण अंतर समीकरण को कम कर देता है आपके पास पहले जो था वह एक पीडीई था जो एक्स और वाई का कार्य था और अब आप एक ओडीई में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और ध्यान दें कि आपके पास पिछले समीकरण में एक्स घटक और वाई घटक वेग भी था ऐसा इसलिए है क्योंकि आप स्ट्रीम फ़ंक्शन फॉर्मूलेशन का उपयोग करते हैं इसलिए वह सब जो एक साधारण ओडीई तीसरे क्रम ओडीई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है मैं पहले सिर्फ सारी बाउंड्री कंडीशन लिखता हूं जो आप देखेंगे आप वास्तव में v के लिए एक और सीमा शर्त भी ला सकते हैं आप देखते हैं कि आप वास्तव में इसे प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से यह गैर रेखीय है जो रैखिक समीकरण नहीं है और यह आश्चर्य की बात नहीं है और हमें वैसे भी गैर रैखिक समीकरण के लिए रैखिक समीकरण नहीं मिलने वाला है तो यह एक गैर रेखीय समीकरण है यह f में गैर रैखिक है बेशक इन दिनों आप इसे संख्यात्मक रूप से हल करने के लिए ललचाएंगे लेकिन ब्लैसियस ने जो किया वह श्रृंखला समाधान का उपयोग किया गया था निश्चित रूप से इसे संख्यात्मक रूप से हल कर सकता था और तो हो गया है तो वह तैयार हो गया है अब हमारे पास तालिका है जो आपको डेटा द्वारा fdf और डेटा वर्ग द्वारा d वर्ग f देता है तो अब उनके मानक टेबल के लिए उपलब्ध हैं फिर से ये तालिकाएँ जादू से नहीं आईं किसी ने वास्तव में इस विभेदक समीकरणों के लिए इन सभी संख्याओं को श्रमसाध्य रूप से तैयार किया है और इसलिए हमारे पास है अब हमारे पास टेबल हैं जो आपको ये नंबर देती हैं यह आपके टेक्स्ट में है और यह अन्य संदर्भों में भी है तो यदि आप इस ग्रेडिएंट को जानते हैं तो आपका काम हो गया तो याद रखें कि हम वास्तव में जो चाहते हैं वह यह है कि y के बराबर y पर du बटा dy का पता लगाना है जिसे हम खोजना चाहते हैं और यदि आप घर्षण गुणांक ज्ञात करना चाहते हैं तो हम यही चाहते हैं क्योंकि हम यही खोजना चाहते हैं कि हमें संपूर्ण प्रोफ़ाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है संपूर्ण प्रोफ़ाइल को देखना बहुत उबाऊ है तो घर्षण गुणांक और गर्मी परिवहन गुणांक और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक को खोजने के लिए वास्तव में रुचि क्या है तो अगर हम जानते हैं du by dy हम कर रहे हैं तो u के लिए व्यंजक नहीं जानते u by uinfinity is df by d eta इसलिए यदि आप चाहते हैं कि duबाय dy आप में से प्रत्येक को पता हो डी स्क्वायर एफ बटा डीटा स्क्वायर क्या है तो इस उद्देश्य के लिए इन तीन श्रेणियों में सारणियां तैयार की गई हैं इसलिए इससे पहले कि हम घर्षण गुणांक ज्ञात करें इसलिए हमने कहा कि u बटा u इनफिनिटी डीएफ बटा डेटा है तो सीमा परत मोटाई की परिभाषा क्या है विद्यार्थी U की प्रवृत्ति 099 है यू 099 की ओर जाता है तो सीमा परत की मोटाई जो संबंधित सीमा परत की मोटाई से मेल खाती है और यहां यह ईटा फाइन का एक कार्य होगा तो जो भी मान df by d eta है जिस पर यह 099 के बराबर है आपको बताता है कि संबंधित सीमा परत मोटाई सही है तो यह पाया गया कि जब eta 5 के बराबर लगभग 5 df by deta लगभग 099 था तो वह ईटा 5 के बराबर वास्तव में सीमा परत की मोटाई को परिभाषित करता है तो eta को y से uinfinity के वर्गमूल में mu गुणा x फाइन में दिया जाता है तो सीमा परत की मोटाई वह y मान है जिसके लिए eta 5 के बराबर है इसलिए y के बराबर डेल्टा eta 5 के बराबर है जो कि 5 से nu x के वर्गमूल में uinfinity द्वारा दिया जाता है uinfinity द्वारा nu x का वर्गमूल क्या है यह रेनॉल्ड्स संख्या के दाईं ओर x बटा वर्गमूल है तो यह संबंधित स्थान के आधार पर परिभाषित स्थानीय रेनॉल्ड्स संख्या के वर्गमूल द्वारा 5 गुणा x है तो सीमा परत की मोटाई अब अगर हमें x निर्देशांक के एक फ़ंक्शन के रूप में सीमा परत की मोटाई के लिए एक अभिव्यक्ति मिली है तो यह बहुत अच्छा है तो अब आप जानते हैं मान लीजिए कि मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि सीमा परत की मोटाई क्या है मुझे ऐसा करने के लिए एक अभिव्यक्ति मिली है जब तक मुझे पता है कि स्थिति क्या है मुझे गणना करने में सक्षम होना चाहिए उस स्थान पर संबंधित सीमा परत की मोटाई क्या है तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है इसलिए याद रखें कि प्रयोगात्मक रूप से मापना बहुत मुश्किल है कि सीमा परत की मोटाई क्या है लेकिन अब हमें एक अनुमान मिल गया है हमें सैद्धांतिक अनुमान मिला है कि सीमा परत की मोटाई स्थिति के कार्य के रूप में क्या होनी चाहिए ठीक है इससे अब हम जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि घर्षण गुणांक क्या है इसलिए घर्षण गुणांक को y के बराबर 0 पर rho uinfinity वर्ग से 2 से विभाजित करके tau के रूप में परिभाषित किया जाता है ठीक है कि फ्री स्ट्रीम है एक यूइनफिनिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है और इसलिए वह है म्यू में du बटा dy एट y बराबर 0 से विभाजित rho u infinity वर्ग 2 से तो अब मैं अपने संशोधित चर के संदर्भ में गणना कर सकता हूं और कि यह हो जाएगा तो यह लगभग 033 होगा तो यह होगा mu में uinfinity u infinity का वर्गमूल nu x गुणा d वर्ग f बटा deta वर्ग at eta 0 के बराबर rho uinfinity वर्ग से 2 ओके से विभाजित इसलिए अगर मैं ईटा के संबंध में अपने फ़ंक्शन f के दूसरे व्युत्पन्न को जानता हूं तो मैं कर चुका हूं तो यह 0664 रेनॉल्ड्स संख्या में माइनस हाफ की शक्ति तक होगा तो यह रेनॉल्ड्स संख्या पर घर्षण गुणांक की कार्यात्मक निर्भरता है तो यह स्थानीय घर्षण गुणांक है लेकिन मुझे जो अधिक दिलचस्पी है वह औसत घर्षण गुणांक है क्योंकि प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से मुझे वास्तव में औसत मात्रा की आवश्यकता है और स्थानीय मात्रा अधिक उपयोग की नहीं है ठीक है इसलिए मैं औसत घर्षण गुणांक का पता लगा सकता हूं जो कि सीमा पर औसत कतरनी तनाव द्वारा दिया जाता है जिसे rho uinfinity वर्ग द्वारा 2 से विभाजित किया जाता है और इसलिए यदि आप अभिन्न पर काम करते हैं तो ऐसा करना बहुत कठिन नहीं है तो वह पूर्णांक 0 से L 1 बटा L tau में dx को rho u अनंत वर्ग से 2 से विभाजित किया जाएगा तो आप समाकलन निकाल सकते हैं तो कि यह रेनॉल्ड्स संख्या में 2 गुना 0664 होगा लंबाई के आधार पर 1 से माइनस 1 की शक्ति को 2 और से विभाजित किया जाएगा तो यह एक बिंदु होगा कि यह कितना है 1328 घटा 1 बटा 2 ठीक है तो यह दिलचस्प है तो अगर मुझे लंबाई में घर्षण गुणांक मिल जाए तो यह प्लेट के अंत में स्थानीय घर्षण गुणांक है तो यह प्लेट की लंबाई से घटाकर 1 बटा 2 की शक्ति के आधार पर रेनॉल्ड्स संख्या में 0664 होगा तो लंबाई एल की पूरी फ्लैट प्लेट के लिए औसत घर्षण गुणांक उस स्थान पर स्थानीय घर्षण गुणांक का केवल दोगुना है तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है उस लंबाई के आधार पर घर्षण गुणांक का दोगुना होगा अब कुछ दिलचस्प बात जो आप वास्तव में यहां से निकाल सकते हैं मान लीजिए कि मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि मेरे पास एक और प्लेट है मान लीजिए कि मेरे पास एक प्लेट है जो कि मैंने अपनी सभी गणना उस प्लेट के आधार पर प्रयोगों पर की है जिसकी लंबाई एल है अब अगर मैं उसी प्रयोग को दोहराना चाहते हैं मान लें कि आधा आकार मुझे पूरी गणनाओं को फिर से करने की आवश्यकता नहीं है मैं केवल इस संपत्ति का उपयोग कर सकता हूं ताकि सभी औसत मात्रा को निकाला जा सके जो मैं प्राप्त करना चाहता था इसलिए यदि मुझे स्थानीय घर्षण गुणांक पता है तो मुझे यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि उस स्थान तक औसत घर्षण गुणांक क्या है तो यह अवलोकन का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है